यह स्क्रिप्टिंग है डाटा द्वारा चलाया गया लैंग्वेज इसके बहुत से कारगर अनुप्रयोग है मुख्यतः डाटा को संभालना या डाटा सेट्स को संभालना या किसी भी प्रोग्राम द्वारा दिए गए आउटपुट में बदलाव करना मुख्यतः वहां पर जब हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को संभालना हो तो ओकप्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं या तो आप एक पंक्ति कमांड लिख सकते हैं या आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं और उसको यूनिक्स पर चला कर डाटा में कई तरह का बदलाव भी कर सकते हैं इसके अलावा मुख्य रूप से हमने चर्चा की थी कि PDB फाइल्स मैं कैसे बदलाव करें ओक कमांड्स का इस्तेमाल करके उदाहरण के लिए C अल्फाज को कैसे प्राप्त करें या अनुक्रम की जानकारी कैसे निकाले इसके अलावा एटम रिकॉर्ड्स की जानकारी को कैसे निकालें और बहुत कुछ फिर हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया गणना के बारे में और अंकगणित ऑपरेशंस के बारे में इसके अलावा आउटपुट कैसे निकाले इन सबके लिए हम ओक का इस्तेमाल कुशलता से कर सकते हैं तो अब सवाल है इस समय बायइनफॉर्मेटिक्स के विभिन्न पहलुओं डेटाबेस और टूल्स के बारे में चर्चा कर लिया तो अब यदि आप अपने खुद के एल्गोरिथ्म को विभिन्न पहलुओं के लिए विकसित करना चाहते हैं तो हमें कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना होगा और उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं मौजूद हैं अब मैं इसकी चर्चा करूंगा सबसे पहले हमें एक शोध संबंधी समस्या को ढूंढना होगा शोध संबंधी समस्याओं के दो मुख्य प्रकार हैं पहला क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मतलब हां या ना तो बहुत से पहले जैसे कि कोई विशेष रेसिड्यू पता हो सकता है या नहीं यह वह स्थिर है कि नहीं इस तरह का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और दूसरा प्रकार एक तरह का सटीक रियल वैल्यू उदाहरण के लिए 45 तो अगर पूछा जाए कि तापमान कितना तो हम सटीक रूप से कह सकते हैं 212 तो दो तरह की समस्या है और यह आमतौर पर बायोइनफॉर्मेटिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में होती है तो यहां पर मैं आपको इसके कुछ पहलुओं के बारे में व्याख्यान दूंगा तो जब आपको कोई शोध संबंधी समस्या मिल जाए या आप उसे पहचान ले तब उसके साथ कैसे आगे बढ़े जब आप कोई एल्गोरिथ्म व्यक्त करते हैं तो बहुत से पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले उदाहरण के लिए कोई भी डाटा सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप ही परिणाम और मॉडल दोनों ही संपूर्ण रुप से डाटा सेट पर ही निर्भर होते हैं इसके पहले हमने चर्चा की थी डाटा के रिडंडेंसी के बारे में और किसी भी नॉन रिडंडेंट डाटा सेट का निर्माण कैसे करें तथा इसकी महत्वता क्या है इसके बारे में भी अब मैं इन सभी विशेषताओं के बारे में व्याख्या करूंगा जब आप किसी डाटा सेट को सुनिश्चित कर लेते हैं उसके बाद हम को उसके महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को या महत्वपूर्ण गुणों को पहचानना होगा उदाहरण के लिए अगर आप किसी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को ले जैसे कि ए या बी तो A या B मैं कुछ खास या महत्वपूर्ण क्या है तो इसके जरिए हम जानकारी को निकाल सकते हैं और इन जानकारियों के आधार पर हम दो वर्ग A और B मैं वर्गीकृत कर सकते हैं अब हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से तरीके होते हैं जैसे कि स्टैटिसटिकल मैथर्ड या मशीन लर्निंग टेक्निक तो यहां पर आप कुछ शर्ते रख सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके किसी भी डाटा सेट से ही हुई जानकारी को वर्गीकृत भी कर सकते हैं माननीय कोई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस आधार पर ने 2 वर्ग बनाएं क्लास A और क्लास B अभी और इसी तरीके से बहुत कुछ इसके अलावा आप कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर हम सभी तरीके के इनपुट और आउटपुट डाटा की जानकारी दें और साथ ही उनके विशेषताओं के लिए तो फिर मशीन दिए गए डेटा को हमारे दिए गए जानकारी और विशेषताओं के आधार पर प्रशिक्षित करेगा और हमें आउटपुट देगा आप इस मॉडल का इस्तेमाल करके आप किसी भी नए डाटा सेट का विकास कर सकते हैं एक बार जब हमें एक तरीका मिल जाए और परिणाम मिल जाए फिर हमें उस परिणाम को सत्यापित करना होता है सबसे पहले हमें प्रदर्शन के गुणवत्ता को जांच ना होता है अगर प्रदर्शन अच्छा है फिर आप उसे सत्यापित करना होता है कि क्या यह अलग अलग डाटा सेट्स के लिए वैद्य है इसका अनुप्रयोग क्या है तो इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है और वह कौन कौन से पहलू है जिन्हें आपको ध्यान देना है ताकि आप अपने प्रोग्राम को और उजागर कर सके तो मैं आपको कुछ शोध के विषयों के बारे में बताता हूं अभी मैंने आपसे चर्चा की थी शोध में दो मुख्य तरह की समस्याएं हैं पहला क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दूसरा यह कि किसी रियल वैल्यू का सटीक अनुमान लगाना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बताता है तो एक यह कि क्या आप माध्यमिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं और तो हमने माध्यमिक संरचना की हेलिक्स स्ट्रैंड कोयल क्या हम इन माध्यमिक संरचनाओं का अनुमान लगा सकते हैं फिर हमने चर्चा की DNA से जुड़ने वाले प्रोटींस की और RNA से जुड़ने वाले प्रोटींस की तो क्या आप DNA और RNA मैं उन जगहों का अनुमान लगा सकते हैं जहां यह प्रोटीन जुड़ते हैं इसी तरीके से हम मेंब्रेन को देख सकते हैं जहां पर कोई भी रेसिड्यू स्थित है फिर आप इनके कार्यों को भी देख सकते हैं तो अगर आपके पास उनका अनुक्रम है आप यह देख सकते हैं कि क्या यह किसी आवागमन प्रक्रिया कर सकता है या नहीं साथी आप इसमें किसी भी तरह के म्यूटेशन की वजह से वह स्थिर या अस्थिर हो रहा है यह भी देख सकते हैं हमने इन सब के बारे में पहले की कक्षाओं में चर्चा की हुई है मैं आपको और विस्तृत रूप से बताता हूं अगर हम किसी माध्यमिक संरचना को ले इसमें हम कुछ हिस्सों को देखें यह हेलिक्स है कुछ हिस्से सट्रेंड है और दूसरे प्रकार भी मौजूद हैं तो अगर आपके पास अनुक्रम है लेकिन माध्यमिक संरचना नहीं है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं किस अनुक्रम का माध्यमिक संरचना हेलिक्स या फिर बीटा स्टैंड या फिर क्वायल में से क्या हो सकता है यहां पर अगर आपको दो अवस्था में वर्गीकृत करना है जैसे कि हेलिक्स या फिर इस सट्रेंड या फिर हम तीन अवस्था वर्गीकरण या फिर बहु अवस्था वर्गीकरण भी कर सकते हैं तो इस स्थिति में आपके माध्यमिक संरचना के आधार पर आप दो या तीन या चार अवस्थाओं में वर्गीकरण कर सकते हैं जिसमें या तो यह हेलिक्स या स्ट्रैंड या क्वायल या टर्न कुछ भी हो सकता है इसके बाद आप उसमें पहुंच भी देख सकते हैं तो यहां पहुंच को कैसे प्राप्त करें विद्यार्थी प्रॉबिंग के जरिए देखें समय 0446 देखें समय 0446 14 एंगस्ट्रांम पानी त्रिज्या तो आपको रेसिड्यू मिल जाएगा देखें समय 0650 जोकि विलायक के पहुंच में है और आपको संबंधित डाटा मिल जाएगा तो पहुंच को प्राप्त करने के लिए बहुत से तरह के प्रोग्राम हैं तो यह प्रोग्राम कौन से हैं विद्यार्थी DSSP DSSP हमारे पास NACCESS है और बहुत से प्रोग्राम है जिससे आपको पहुंच की प्राप्ति होगी पूर्ण करें इसी तरीके से किसी भी माध्यमिक संरचना के लिए आप जो भी प्रोग्राम चाहे इस्तेमाल में ले सकते हैं विद्यार्थी फिर से DSSP माध्यमिक संरचना के लिए आप DSSP इस्तेमाल कर सकते समय देखें 0710 हाइड्रोजन बंधन पैटर्न के आधार पर समय देखें0710 आप यह देख सकते हैं प्रयोगात्मक डाटा में यहां पर हमारे पास विलायक की पहुंच है इस प्रोटीन के लिए तो आप यह प्रोटीन देख सकते हैं तो हम विलायक के पहुंच के संकल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में आपको यह चित्र मिलेगा तो यहां पर दो अलग अलग पहलू है पहला वह रेसिड्यूज जोकि दबे हुए हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे रेसिड्यूज दबे हुए हैं अब अगर हम इसके अनुक्रम को देखें उदाहरण के लिए यह इसका अनुक्रम है अब अगर आप इस वाले को देखें तो यह बड़ी है या प्रकट है तो यह दबा हुआ है या प्रकाश है इस आधार पर आप 2 अवस्थाओं में वर्गीकरण कर सकते हैं एक विकसित मॉडल बनाने के लिए आप कोई भी सीमा निर्धारित कर सकते हैं तो इस मॉडल में आप दो अवस्था वर्गीकरण या तीन अवस्था वर्गीकरण भी कर सकते हैं जिसमें आप वह सेड्यूस ले सकते हैं जो कि दबे हुए हैं या तो प्रकट रूप में हैं या तो आंशिक रूप से दबे हुए हैं या प्रकट है तो हम कोई भी कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं अगर हम दबे हुए रेसिड्यूज को लेते हैं तो आप 5 प्रतिशत पहुंच की सीमा निर्धारित कर सकते हैं और प्रकट वाले रेसिड्यूज के लिए आप 50 से ज्यादा की सीमा रख सकते हैं और आंशिक वालों के लिए इन दोनों सीमाओं के बीच का प्रतिशत उदाहरण के लिए यहां पर यह यह 20 प्रतिशत है तो 20 प्रतिशत से नीचे वाले दबे हुए और 20 प्रतिशत से ज्यादा वाले प्रकट रूप से हैं इसी तरीके से आप किसी एमिनो एसिड अनुक्रम मैं मौजूद रेसिड्यूज उसको दे विलायक के पहुंच के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं तो आपको विलायक के पहुंच की क्या आवश्यकता है अगर आपको एक बार विलायक की पहुंच का अनुमान लग जाता है तो आप उसके स्थान को भी देख सकते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि कौन सा रेसिड्यू अंदर है कौन रेसिड्यू ऊपर सतह पर है तथा दो रेसिड्यू के बीच में किस तरह का संबंध है तो अगर आपके पास अनुक्रम है तो आप विलायक के पहुंच का अनुमान लगा सकते हैं तो विलायक के पहुंच को अनुमानित करने के लिए बहुत से तरीके हैं इसके अलावा आप कोई मॉडल भी विकसित कर सकते हैं अच्छे और सटीक परिणामों के लिए तो अनुक्रम होने पर आप कुछ पैरामीटर्स के आधार पर दो अवस्था वर्गीकृत में अनुमानित कर सकते हैं उदाहरण के लिए या एक तरह का मेंब्रेन प्रोटीन है तो मान लीजिए आप इस तरह के मेंबर इन प्रोटीन में दिलचस्पी रखते हैं तो यह किस तरह का मेंब्रेन प्रोटीन है यह एक तरह का ट्रांसमेंब्रेन अल्फा हेलीकल प्रोटीन है इस प्रोटीन में स्टैंड संरचना है अगर आपके पास इसका अनुक्रम है तो आप बता सकते हैं कि यह स्ट्रैंड संरचना का हो सकता है या फिर यह हेलीकल है क्योंकि यह प्रोटींस अलग अलग तरह के कार्य करते हैं इस स्थिति में किसी भी जीनोम में एक प्रोटीन को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है की या तो वह हेलीकल या स्ट्रैंड है या वह मेंब्रेन प्रोटीन है यहां अगर हम देखें तो यह ग्लोबलर प्रोटीन है तो अगर हमको अनुक्रम मिल जाए तो हम यह पहचान सकते हैं कि यह ग्लोबलर प्रोटीन है या मेंब्रेन प्रोटीन है तो प्रोटीन की पहचान करने से पहले यह बताएं की मेंब्रेन प्रोटीन क्या है मेंब्रेन प्रोटीन वह प्रोटीन होते हैं जो किसी जैविक मेंब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं तो यहां पर हम इस मेंब्रेन को देख सकते हैं तो इसमें प्रोटींस में मौजूद कई सारे ऐसे रेसिड्यू हैं जोकि मेंब्रेन के अंदर मौजूद है तो सवाल यह है कि अगर हम किसी विशिष्ट रेसिड्यू को ले तो क्या यह मेंब्रेन के अंदर है या नहीं तो यहां पर हम कुछ रेसिड्यूज को लेते हैं जोकि मेंब्रेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ मौजूद है यह इसलिए जरूरी है की रेसिड्यूज में उसका इन स्थानों पर होने से इनकी कार्य प्रकृति निर्भर करती है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है की कौन सा रेसिड्यूज मेंब्रेन के अंदर स्थित है और कौन सा बाहर सतह पर यह एक तरह का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम आगे चलते हैं यहां पर हम बाइंडिंग की बात कर रहे हैं अभी तक हमने सिर्फ एक विशेषता की चर्चा की जो कि उसके संरचना जैसे कि पहले या स्ट्रैंड या पहुंच या मेंब्रेन प्रोटीन है या नहीं इन सब चीजों पर आधारित थी पर अब या थोड़ा जटिल होगा हम अगर कंपोजिशन दे उदाहरण के लिए DNA से बाइंड होने वाली प्रोटीन तो चलो मान लीजिए हमारे पास एक प्रोटीन है और एक DNA है आप देख सकते हैं इसमें कुछ हिस्से आपस में संबंधित है यहां पर एक प्रोटीन का अनुक्रम है और एक DNA का अब सवाल यह कि क्या या आपस में बंधन रखते हैं इसके बाद भी हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं की कहां पर यह दोनों आपस में बाइंड करते हैं हैं हम यह भी देख सकते हैं कि क्या कोई विशिष्ट प्रोटीन किसी DNA से बाइंड कर सकता है या नहीं उदाहरण के लिए अगर हम विभिन्न तरह की प्रोटीन को देखें तो यहां पर जो हिस्सा हरे रंग का है वह DNA से बाइंड कर सकता है और नीले रंग का हिस्सा नहीं कर सकते अगर किसी प्रोटीन को ले तो क्या वह इस तरह के प्रोटीन ग्रुप में आएगा या नहीं क्या वह DNA से बाइंड करेगा या नहीं अगर वह DNA से बाइंड करता है तो सवाल यह कि उस में से कौन सा रेसिड्यू बाइंड करेगा उदाहरण के लिए रेसिड्यू A तो यह रेसिड्यू R है तो यह किससे बाइंड करेगा इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं तो इसी तरीके से आप DNA प्रोटीन प्रोटीन समूह प्रोटीन RNA समूह प्रोटीन लिगेंड समूह को देख सकते हैं यह प्रोटीन बहुत से तरह के कार्य कर सकते हैं और हमने पिछले कक्षा में चर्चा की थी की संरचना आधारित ड्रग डिजाइन के लिए वाइंडिंग साइट और पॉकेट का पता होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इस स्थिति में अगर आपके पास अनुक्रम है तो आप ऐसे तरीके विकसित कर सकते हैं जिससे आप उन रेसिड्यूज का पता लगा सकते हैं जोकि बाइंड हो रहा है और यह एक तरह का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है अभी मैं जो आपसे चर्चा करूंगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है तो कुछ स्थितियों मैं अगर आपके पास कोई प्रोटीन है जिस की संरचना में कुछ हिस्सा नहीं है उदाहरण के लिए यहां पर जो रेसिड्यूज लाल रंग के हैं तो प्रोटीन संरचना में यह रेसिड्यूज गायब है मगर जब यह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ समूह का निर्माण करते हैं जैसे कि कोई और प्रोटीन या फिर DNA या RNA इस स्थिति में इनकी संरचना बन जाती है तो यह समूह बनाते हैं अब साथी मॉलिक्यूल लाल रेसिड्यूज के फोल्डिंग को बढ़ावा देते हैं इस स्थिति में उन्हें समझना मिल जाती है तो यहां हम दिए गए अनुक्रम में से डिसऑर्डर हिस्सों का अनुमान लगा सकते हैं अगर हमारे पास किसी प्रोटीन की संरचना है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि डेंसिट मैप गायब है इसलिए यहां संरचना भी गायब है तो यह डिसऑर्डर हिस्सा है लेकिन अगर हमारे पास अनुक्रम है तो क्या यह संभव है कि हम इसका अनुमान लगा सकें कि क्या कोई रेसिड्यू डिसऑर्डर है कि नहीं उदाहरण के लिए यहां इस हिस्से के लिए यह वह है जो कि समूह में संरचना का निर्माण करते हैं लेकिन किसी स्वतंत्र प्रोटीन में यह गायब होते हैं अब अगला पहलू हम देख सकते हैं स्थिरता को उदाहरण के लिए अगर हम किसी रेसिड्यू को म्यूटेट करें तो उसकी स्थिरता पर क्या असर होगा यह रेसिड्यू दूसरे और रेसिड्यू के संपर्क में रहती है यहां पर आप ऐसे रेसिड्यू तो देख सकते हैं अब अगर हम इस रेसिड्यू को म्यूटेट करें तो या तो यह आसपास के रेसिड्यू के साथ और संपर्क बनाएगी या पहले से बने हुए संपर्कों को तोड़ दे जिससे कि या तो यह ज्यादा स्थिर होगा या तो अस्थिर होगा उदाहरण के लिए जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि अगर एलेनीन को वेलिंन से म्यूटेशन के जरिए बदल दिया जाए तो या तो प्रोटीन के और भी अच्छी पैकिंग की वजह से यह ज्यादा स्थिर हो जाएगा या स्टेरिक हिंद्रांस की वजह से इसकी स्थिरता कम हो जाएगा जैसे कि यहां पर एलिनीन से अस्पर्टिक एसिड अगर यह सत्ता पर है तो आप लाइसीन या अर्जिनिन के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक बंधन बना सकते हैं या फिर अगर या अंदर दबा हुआ है तो या प्रोटीन को अस्थिर करेगा इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी म्यूटेशन है उदाहरण के लिए किसी प्रोटीन में अगर एलिनीन 15 को वैलीन से म्यूटेट किया जाए तो क्या यह प्रोटीन को स्थिर करेगा या नहीं अब यह एक तरह का 2 वर्गीय प्रश्न है कि क्या यह स्थिर करेगा या और अस्थिर कर देगा आप इस सवाल को ले सकते हैं तो इसी तरीके से अगर हम किसी कोशिका संबंधी बीमारी को ले उदाहरण के लिए ग्लूटामिक एसिड 6 का म्यूटेशन अगर वैलीन में हो तो इससे सिकल सेल एनीमिया होता है इसके अलावा p53 मैं म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर भी हो सकता है यहां पर भी हम 2 वर्ग में इसे बांट सकते हैं कि क्या म्यूटेशन से कैंसर ट्यूमर हो रहा है कि नहीं तो यह एक तरह का 2 state प्रॉब्लम है यहां मैं आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं यह एक एपिडेरमल ग्रोथ एक्टर रिसेप्टर का डाटा है तो यहां पर दो अलग अलग डोमेन है और अगर हम देखें तो कुछ अक्षर हरे रंग में है और कुछ लाल तो यह लाल रंग वाले ड्राइवर हैं मतलब कि वह कैंसर को करवाने मैं सक्षम है तो यह हरा वाला पैसेंजर है का मतलब अगर आपको म्यूटेशन है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कई तरह के म्यूटेशन जिसमें लाल वाले ड्राइवर म्यूटेशन और हरे वाले पैसेंजर म्यूटेशन तो यहां पर अगर आप देखें कि आपके पास कोई विशिष्ट म्यूटेशन है उदाहरण के लिए आइसोल्यूसीन 706 तो I706 अगर हम उसको किसी दूसरे रेसिड्यू से म्यूटेट कर दे उदाहरण के लिए आरजीनीन इस म्यूटेशन से क्या होगा क्या यह ड्राइवर म्यूटेशन है या पैसेंजर म्यूटेशन आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं इसलिए आप इसको क्लासिफिकेशन प्रोबलम की तरह ले सकते हैं इसी तरीके से आप कई चित्रों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं मैं यहां पर आपको 2 तरीके के चित्र दिखा रहा हूं यहां आप देख सकते हैं बनाईना ट्यूमर है यहां कुछ भी नहीं है और यह मेलइग्नेंट है इन चित्रों को देखकर हम यहां अंदाजा लगा सकते हैं की क्या इसमें कैंसर होने की संभावना है या या निष्पक्ष है यहां पर हम मुख्यता स्किन कैंसर को देख रहे हैं दो आपके पास दो तरह का डाटा है या तो आपके पास संख्यात्मक डाटा है या चित्र डाटा है इन दोनों तरह की स्थितियों में आपके पास कई तरह की सवाल हो सकते हैं जैसे कि आप इनको अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं इसी तरीके से बायोइनफॉर्मेटिक्स के बहुत से सवालों को देख सकते हैं कि आप से कहां और कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं फिर आप आगे चलें रियल वैल्यू को अनुमानित करने के लिए यहां पर बहुत से सवाल है जोकि सटीक रियल वैल्यू दे सकते हैं उदाहरण के लिए म्यूटेशन की वजह से स्थिरता में बदलाव होना जैसे A15 म्यूटेट होता है वैलीन में जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था ही यह इसको स्थिर करेगा या स्थिर एक तरह का क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है लेकिन आप देख सकते हैं यह स्थिरता को 12 kcal per mole के दर पर कम करेगा तो या सटीक रियल वैल्यू आप किसी विशिष्ट सदस्य टीम को म्यूटेट करते हैं तो आप सटीक वैल्यू को अनुमान लगा सकते हैं प्रोटीन समूहों के बाइंडिंग एफिनिटी के जैसे अगर आपके पास अलग अलग प्रोटींस हैं और जब वह समूह बनाते हैं तब उसमें सम्मिलित प्रोटीन साइट्स कि जब आप तुलना करते हैं की वह कितनी अफिनिटी से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं जैसे कि प्रोटीन फोल्डिंग रेट हमने चर्चा थी कि कैसे कितनी तेज यह कितना दिन में कोई प्रोटीन फोल्ड होता है तो आप देख सकते हैं की अगर आपके पास प्रोटीन अनुक्रम है तो क्या आप फोल्डिंग रेट का अनुमान लगा सकते हैं अब अगर हम बात करें विलायक के पहुंच की तो जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था इसको दो तरह वर्गीकृत कर सकते हैं की यह दबा हुआ है है या प्रकट है उदाहरण के लिए ASA वैल्यू 12 अंगस्ट्रोम स्क्वायर है तो आप कट ऑफ लगाएं 5 अंगस्ट्रोम स्क्वायर का तो इससे यह अंदाजा लगेगा कि यह प्रकट रूप में है समय देखें 1904 और अगर आप दूसरा कटऑफ लगाएं जोकि है 20 अंगस्ट्रोम स्क्वायर तो से यह अंदाजा लगेगा कि यहां दबा हुआ है तो अब आप ठीक तरीके से इन वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं जैसे यह 129 तो आप किसी भी विशिष्ट रेसिड्यू की स्थिरता का अनुमान लगा सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर 2400 अंगस्ट्रोम स्क्वायर का है तो अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न तरह के क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की जिनमें से कुछ भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं देखा जाए तो बायोइनफॉर्मेटिक्स के ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जोकि संदर्भों में मौजूद कई समस्याओं और सवालों का निवारण कर सकता है अब सवाल यह उदाहरण के लिए अब आपको पता है कि आपको किस का वर्गीकरण करना है जैसे कि ड्राइवर म्यूटेशन या पैसेंजर म्यूटेशन और स्थिर म्यूटेशन या अस्थिर म्यूटेशन आप सबसे पहले किसका करना चाहते हैं किसी भी डाटा सेट का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है डाटा सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमें प्रयोगात्मक डाटा की आवश्यकता होती है किसी भी मॉडल को विकसित करने के लिए इसी तरीके से अगर आप किसी अनुमानित डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल भी अनुमानित ही होगा इस वजह से ऐसे चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता है और यह संवेदनशील भी होता है इसका मतलब आप को एक भरोसेमंद डाटा चाहिए पूरे तो इस स्थिति में हमने बहुत से डेटाबेस इसके बारे में चर्चा की तो क्या आप बता सकते हैं कि हमने किन किन डेटाबेस के बारे में चर्चा की थी विद्यार्थी प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस जैसे कि यूनीपोर्ट समय देखें 2020 विद्यार्थी प्रोटीन की संरचना संरचना PDB विद्यार्थी DNA अनुक्रम उदाहरण के लिए किसी DNA अनुक्रम के लिए कौन कौन से डेटाबेस होते हैं विद्यार्थी EDBJ EDBJ EMBL जनबैंक और प्रोटीन स्थिरता के लिए प्रोथर्म डेटाबेस एंजाइम के लिए ब्रेंडा डेटाबेस इसमें से बहुत सारे डेटाबेस संदर्भों में मौजूद है जो कि विश्वसनीय है और व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई तरीके का विकास करना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक भरोसेमंद डाटा सेट का निर्माण करें ताकि आपको उसी तरीके का परिणाम भी प्राप्त हो चुंकी कोई भी डाटा बहुत ही संवेदनशील होता है इसलिए उसमें जितनी ज्यादा आप विविधता रखेंगे इतनी ज्यादा आपका डाटा भरोसेमंद होता जाएगा तो मान लीजिए आपकी रूचि स्थिरता में है इसके लिए आप प्रोथर्म डेटाबेस मैं जा सकते हैं और डाटा को निकाल सकते हैं एक बार डाटा मिलने के बाद सबसे पहले आपको उसमें से रिडंडेंसी को हटाना होगा रिडंडेंसी को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा अगर देखा जाए तो हम यहां पर डाटा का प्रभाव ले आ रहे हैं इस स्थिति में जो हमारा मॉडल होगा वह किसी विशिष्ट डाटा से प्रभावित होगा तथा उसकी तरफ झुका हुआ होगा आखिरकार अगर आपके पास कोई नया डाटा है तो उस स्थिति में आपके द्वारा विकसित किया हुआ तरीका विफल हो जाएगा इस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास नॉन रिडंडेंट डाटा हो तो नॉन रिडंडेंट डाटा को कैसे लें विद्यार्थी अनुक्रम के द्वारा हां उधर के लिए अगर आपके पास अनुक्रम है तो आप रिडंडेंसी को विभिन्न कट ऑफ वैल्यू cut off values के साथ घटाने के लिए आप CD HIT पाईसेस या ब्लास्टक्लस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ म्यूटेशंस हैं उदाहरण के लिए A से A R15 मोटेट होता है वालिन और आप अनूठे वालों को भी ले सकते हैं एनालिसिस को करने के लिए नहीं तो आपका डाटा हमेशा प्रभावित या झुका हुआ होगा तो हम रिडंडेंट डाटा सेट बना सकते हैं तो अगर हमारे पास यह मुख्य डाटा सेट है और इससे आप नॉन रिडंडेंट डाटा सेट मिल सकता है तो यहां पर आपने रिडंडेंसी को हटा दिया अब जब आप किसी मॉडल का विकास करते हैं तब आप सारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं और वह मॉडल आपके डाटा पर उचित बैठता है इस स्थिति में हमें नए डाटा पर भरोसा नहीं होता और इसको तीन में वर्गीकृत करना होता है तो आप इसको मुख्य डाटा की तरह ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप विशेषताओं को निकालने में तथा आपके विकास किए हुए तरीके के कार्य क्षमता को आजमाने के लिए भी कर सकते हैं मतलब की कोई तरीका किसी डाटा के लिए उचित है या नहीं आप का बनाया हुआ तरीका उचित नहीं है तो आपको ऐसी विशेषताओं को ढूंढना होगा जो आपके डाटा के साथ मेल खाए तो अब आप नए डाटा सेट को ले मतलब आप अपने विकास किए हुए तरीके को इस नए डाटा सेट पर आजमाएं बिना जाने या डाटा में क्या है और पिछले डाटा से कोई भी जानकारी दिए बिना कई बार आप कुछ जानकारियां लेते हैं कुछ विशेषताओं को हासिल करने के लिए और इन जानकारियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टेस्ट सेट की तरह उदाहरण के लिए अगर आप किसी के प्रवृत्ति की करना कर रहे हैं तो आपको 100 प्रोटीन की प्रवृत्ति मिल सकती है इसके बाद हम उनमें से कुछ प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रशिक्षण के लिए और कुछ प्रोटीन का इस्तेमाल आप टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं कुछ परिस्थितियों में एकदम नए प्रोटींस के लिए इनमें से आप कोई जानकारी नहीं निकाल सकते हम उनको भी रखते हैं इस परिस्थिति में आपके पास डाटा में से कोई जानकारी नहीं है इसलिए ऐसे डाटा को आप पूरी तरीके से नया डाटा या ब्लाइंड डाटा भी बोल सकते हैं इसी तरीके से अगर आपके पास विभिन्न डाटा सेट है जिसमें एक मुख्य डाटा सेट है जिसको आप प्रशिक्षण तथा सत्यापित कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास एक टेस्ट सेट है और इसके अलावा आप ब्लाइंड डाटा या पूर्ण रूप से नए डाटा भी ले सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक नया डाटा है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आप इस नए डाटा को छोड़ सकते हैं लेकिन आप पुराने डाटा का इस्तेमाल नए डाटा सेट के लिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको कुछ विशेषताएं जैसे कि हम बात करें हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यूस की तो आप इसे संदर्भों से ले सकते हैं 20 रेसिड्यूज के लिए लेकिन मैं यह नहीं पता है की वैल्यू स्कोर प्राप्त करने के लिए कौनसी प्रोटीन को लेना होगा अगर आप टेस्ट सेट का इस्तेमाल करते हैं और अगर यह कोई नया डाटा है और आप अगर हाइड्रोफोबिसिटी विशेषता का इस्तेमाल करते हैं तो यह संपूर्ण रुप से नया जानकारी है और कोई भी जानकारी पुराने या पिछले डाटा से नहीं ली गई है तो इस तरीके से हम ब्लाइंड डाटा को सेट करते हैं तो आपको तीन प्रकार के डाटा सेट की आवश्यकता क्यों है तो हम इसकी भरोसे को जांचते हैं क्योंकि अगर हमको इसकी यथार्थता 97 मिलती है तो यह बहुत अच्छा होगा तो 97 एक अच्छा प्रतिशत है तो अब देख सकते हैं यह तरीका अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि हमने किसी भी तरह डाटा के ओवरफिटिंग को संज्ञान में नहीं लिया है इसलिए यहां पर आप का तरीका आपके सारे डाटा को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है और कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ दो अगर आपको यह नहीं पता है कि कि यह किसी ने डाटा के साथ भी काम कर सकता है हां एक तरह से ऐसा हुआ कि आप बीते हुए कल का मौसम को फिर से अनुमानित कर रहे हैं आपको चाहिए कि आप कल का मौसम के बारे में बताएं उन्हें तो इस स्थिति में हमें पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होना होगा तो हमें आज के हालातों मौसम या बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना होगा हमें सिर्फ कल के आने वाली मौसम के बारे में सोचना होगा इसी तरीके से हमें मुख्य डाटा सेट से जानकारी निकालनी है मौजूदा जानकारी और शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमें ब्लाइंड डाटा को अनुमानित करना है इसीलिए मैं और भी डाटा सेट की जरूरत है यह एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है क्योंकि डाटा सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तो यह डाटा सेट को बनाने में आप बहुत समय लगाते हैं बताओ बहुत ही सावधानी बरतते हैं और अगर आप एक अच्छा डाटा सेट बनाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे साईटेशन मिलते हैं तो आमतौर समृद्ध डाटा को खोजा जाता है तथा वह डाटा जो कि आसानी से उपलब्ध है उसे लिया जाता है तो वह डाटा जो आसानी से उपलब्ध है ऐसे डाटा के ऊपर वह अपना विकसित किया हुआ तरीका को इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप कोई अपना भरोसेमंद डाटा का निर्माण करते हैं तो इससे बहुत सारी शोध किए जा सकते हैं तो और किसी के पास नहीं बल्कि हमारे पास डाटा सेट होगा यह डाटा सेट का प्रशिक्षण या किसी भी तरह का ब्लाइंड डाटा सेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें आगे क्या करना है तो हम यह देखने और समझने की कोशिश करेंगे की हमारे डाटा सेट में ऐसी कौन सी आंतरिक विशेषताएं हैं जो कि है उसे स्थापित कर सके उदाहरण के लिए अगर आपके पास दो प्रोटींस हैं एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और दूसरा मेंब्रेन प्रोटीन है तो क्या आप कोई जानकारी निकाल सकते हैं जैसे कि अमीनो एसिड के आधार पर या फिर कोई विशिष्ट रेसिड्यू या कोई अमीनो एसिड जोकि ज्यादा या कम प्रस्तुत है अगर आप मैं वालों को देखें तो कह सकते हैं कि यह रेसिड्यू हमारे डाटा सेट में ज्यादा प्रस्तुत है तो यह इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोटीन के प्रकार को पहचानने में तो आपने विभिन्न विशेषताओं का पता लगाया जो कि हमें चर्चा की यह कुछ भी हो सकते हैं विभिन्न अनुक्रम संबंधी विशेषताएं विद्यार्थी अमीनो एसिड की रचनाएं विद्यार्थी औसत और अमीनो एसिड की विशेषताएं औसत विशेषताएं आणविक भार विद्यार्थी सर सही है प्रोफाइल कंजर्वेशन स्कोर्स तो हम विभिन्न तरह के विशेषताओं को निकाल सकते हैं इन अनुक्रमांक का इस्तेमाल करके जैसे कि अगर आपके पास संरचना है यहां पर आप और भी विभिन्न विशेषताओं को पा सकते हैं उदाहरण के लिए विद्यार्थी विलायक का पहुंच विद्यार्थी कांटेक्ट पोटेंशियल पोटेंशियल सही है तो यहां हम देख सकते हैं आसपास मौजूद विभिन्न तरह के हाइड्रोफोबिसिटी इससे हम संरचना में विभिन्न तरह के विशेषताएं पता कर सकते हैं कॉन्टैक्ट आर्डर लॉन्ग रेंज और इस तरीके से बहुत कुछ तो अब अगर आपके पास कोई अनुक्रम है या आपके पास कोई सा रचना है तो हम कुछ विश्वसनीय विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपके सवालों का जवाब दे सकता है उधर के लिए अगर आप प्रोटीन समूह की फोल्डिंग बाइंडिंग एफिनिटी में रुचि रखते हैं तो यहां ज्यादा है कि कम है देख सकते हैं तू उन विशेषताओं को देखें जोकि एफिनिटी से ताल्लुक रखते हैं उदाहरण के लिए तो एफिनिटी के संदर्भ में किसी भी प्रोटीन या प्रोटीन समूहों में कौन से इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रोस्टेटिक कैटआयन पाई और एरोमेटिक एरोमेटिक इंटरेक्शन दो इस स्थिति में आप उन रेसिड्यू उसको देखेंगे जो कि इस तरह के इंटरेक्शंस को कराने के लिए जिम्मेदार हैं और दूसरा यह बजाय की हम पूरा का पूरा अनुक्रम देखें उसकी जगह हम वह विशिष्ट बाइंडिंग साइट को खोजें उसके बाद यह देखें कि क्या आपके द्वारा खोजे गया रिड्यूस की प्रभुता बाइंडिंग साइट पर है या नहीं तो अगर आप इन विशेषताओं के साथ या ठीक से करते हैं जो कि किसी विशिष्ट समस्या के ताल्लुक रखता है तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपकी प्रिडिक्शन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी तो अंततः इसमें से कुछ विशेषताएं जैसे कि फिजियो केमिकल विशेषताएं या विशिष्ट इंटरेक्शन उदाहरण के लिए यह फिजियो केमिकल विशेषताएं कौन कौन सी हैं विद्यार्थी आणविक भार आकार इसलिए आणविक भार विद्यार्थी चार्ज चार्ज हाइड्रोफोबिसिटी और इसी तरीके से और भी इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन Electrostatic interactions वंडरवॉल इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और बहुत कुछ तो आपने वह रचना देखी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी मैं किसी भी विशिष्ट मोटीफ को देख सकता हूं उदाहरण के लिए मेंब्रेन प्रोटीन के लिए G X X X G मोटीफ GPCR के लिए ड्राई मोटीफ हमने बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन जिसके मोटीफ में ग्लाइसिन पोलर पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के बारे में भी चर्चा की विभिन्न तरह की प्रोटीन के लिए विशिष्ट तरह की कार्य करने वाले तथा विशिष्ट तरह की संरचना वाले विभिन्न तरह के मोटीफ हो सकते हैं आपके अनुक्रम से हम इस तरह की विशेषताएं और दूसरी जो कि इस से ताल्लुक रखते हैं उनको निकाला जा सकता है